अभिवादन और टेल मॉड्यूल 2 यूनिट 4 में आपका स्वागत है यह एडीडी आई ई के विश्लेषण चरण से संबंधित है पिछली इकाई में हमने एक निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन मॉडल का उपयोग करने की आवश्यकता को समझा था सीखने की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह कहा जाता है कि आईएसडी मॉडल का उपयोग करना बेहतर है कई आईएसडी मॉडलों में से हमने एडीडीआईई मॉडल को चुना एडीडीआईई विश्लेषण डिजाइन विकास कार्यान्वयन और मूल्यांकन से संबंधितहै हमने यह भी कहा कि यह पुनरावृत्त मॉडल और सिस्टम मॉडल है इसका मतलब है कि आप बहुत सारे फीडबैक के साथ आगे पीछे जाते रहते हैं यदिउसमें मौजूद हर तत्व हर दूसरे तत्व को प्रभावित करने वाला है तो इसे निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन मॉडल माना जाना चाहिए इस इकाई में हम इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम डिजाइन करने के संदर्भ में विश्लेषण चरण की उप प्रक्रियाओं की पहचान करेंगे विश्लेषण चरण की उप प्रक्रियाओं की प्रकृति और भूमिका को भी समझेंगेजिसे विशेष रूप से कोर्स कॉन्टेक्स्ट और ओवरव्यू कांसेप्ट मैप और कोर्स आउटकम के संदर्भ में समझेंगे यह समझने की जरूरत है कि ADDIE एक ऐसा सामान्य मॉडल है कि इसे सभी प्रकार की चीजों किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी भी औपचारिक पाठ्यक्रम किसी भी अल्पकालिक पाठ्यक्रम पर लागू किया जा सकता है यह मैनुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम या किसी भी विषय से संबंधित शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सभी मे लागू किया जा सकता है प्रत्येक चरण की भाषा या तत्व या प्रत्येक चरण की उप प्रक्रियाएं हम इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम डिजाइन करने के संदर्भ की पहचान करते हैं यहां आपके पास अनेक विकल्प है यदि यह गैर इंजीनियरिंग कार्यक्रम है तो ये उप प्रक्रियाएँ भिन्न हो सकती हैं इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के संदर्भ में हम उप प्रक्रियाओं की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं यहां तक कि ये उप प्रक्रियाएं जिन्हें मैं प्रस्तुत कर रहा हूं हममें से एक समूह ने महसूस किया कि वे उपयुक्त हैं वे अद्वितीय नहीं हैं आप इन उप प्रक्रियाओं को संशोधित भी कर सकते हैं और पाठ्यक्रम का डिज़ाइन या अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त संस्करण को अपने अनुसार बना सकते हैं इस इकाई में आप इनमें से तीन उप प्रक्रियाओं को देखेंगे और शेष को हम आगे की इकाई में देखेंगे विश्लेषण चरण की प्रस्तावित गतिविधियों में पाठ्यक्रम का संदर्भ कोर्स context और अवलोकनओवरव्यू लिखना और कोर्स का कांसेप्ट मैप तैयार करना शामिल है उनमें से प्रत्येक वेल डिफाइंड एक्टिवी है पाठ्यक्रम के आउटकम लिखना सीओ में से प्रत्येक के लिए नमूना मूल्यांकन आइटम बनाना टैक्सोनॉमी तालिका में पाठ्यक्रम के परिणामों का पता लगाना पाठ्यक्रम के सीओ पीओ मैट्रिक्स को तैयार करना और प्रत्येक पाठ्यक्रम के परिणाम को कई दक्षताओं में वयक्त करना इस चरण का एक हिस्सा है दक्षताओं की संख्या 15 प्लस या माइनस 5 हो सकती है इन सभी को करने के बाद विश्लेषण चरण के आउटपुट की समीक्षा की जाती है सहकर्मी पियरसमीक्षा के बाद यदि आवश्यक हो तो आप परिवर्तन करते हैं ये प्रस्तावित विश्लेषण चरण की गतिविधियां हैं अब हम पाठ्यक्रम के संदर्भ कोर्स कॉन्टेक्स्ट और अवलोकन ओवरव्यूको लिखने पर विचार करेंगे साथ ही पाठ्यक्रम का अवधारणा मानचित्र कांसेप्ट मैपतैयार करना और पाठ्यक्रम के परिणामोंकोर्स आउटकम को लिखेंगे चिंता का विषय जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है एक पाठ्यक्रम एक कार्यक्रम का एक तत्व है और कार्यक्रम को कुछ निश्चित परिणामों जैसे कार्यक्रम के परिणाम पीओऔर कार्यक्रम विशिष्ट परिणामों पीएसओ को पूरा करना होता है इसके अलावा पाठ्यक्रम किसी अन्य पाठ्यक्रम के लिए एक पूर्वापेक्षा हो सकता है या एक पाठ्यक्रम छात्रों द्वारा विशिष्ट पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने की अपेक्षा करता है पाठ्यक्रम को कभी भी अलगाव में नहीं देखा जा सकता है और यह हमेशा एक संदर्भ में होता है ये दिखना होता है कि किस तरह के छात्र आते हैं यह किस तरह के पाठ्यचर्या घटक से संबंधित है आइए देखें कि किसी भी पाठ्यक्रम के लिए मुख्यता ध्यान देने योग्य क्या है जैसे एक पाठ्यक्रम के शिक्षार्थी समान आयु वर्ग के होते हैं और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि समान होती है हालांकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता और प्रेरणा काफी भिन्न हो सकती है उदाहरण के लिए विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में पाठ्यक्रम में आने वाले छात्र जरूरी नहीं कि समान आयु वर्ग के हों उनके पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने उद्योग में कई वर्षों तक काम किया है और काफी अनुभव के बाद इंजीनियरिंग कार्यक्रम में प्रवेश किया है उनमें से महत्वपूर्ण संख्या बारहवीं कक्षा से स्नातक हो सकती है और आपके पास कामकाजी माताएँ एकल पिता एकल माताएँ हो सकती हैं ऐसे में कोर्स की डिजाइनिंग और संचालन कुछ अलग करना होगा भारतीय संदर्भ में एक पाठ्यक्रम के सभी शिक्षार्थी एक ही आयु वर्ग के हैं और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि समान है एक इंजीनियरिंग कार्यक्रम को एनबीए द्वारा पहचाने गए पीओ और विभाग द्वारा पहचाने गए पीएसओ प्राप्त करना चाहिए इन्हें मुख्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रमुखता से प्राप्त किया जाना चाहिए एनबीए मान्यता प्रक्रियाओं के लिए इलेक्टिव्स शामिल नहीं होते हैं किन्तु ऐसा नहीं है कि ऐच्छिक का पीओ और पीएसओ से कोई लेना देना नहीं है इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के सभी पाठ्यक्रम पूर्व डिज़ाइन किए गए 4 वर्षीय कार्यक्रम के तत्व हैं इसका मतलब है किसी ने पहले ही पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है और पाठ्यक्रमों का एक क्रम है और यह पूर्व डिज़ाइन किया गया है एक दिया गया पाठ्यक्रम एक कार्यक्रम का एक तत्व है प्रत्येक पाठ्यक्रम एक निर्दिष्ट पाठ्यचर्या घटक से संबंधित है सभी पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर की अवधि के हैं और पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए जाने चाहिए जो एक लिमिटेशन है सभी पाठ्यक्रमों में एक समान मूल्यांकन और मूल्यांकन तंत्र होते हैं कुछ कार्यक्रमों में मुख्य रूप से प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर की अवधि का न होकर केवल एक महीने में गहन फैशन में हो सकता है जो काफी अलग होगा आम तौर पर सभी इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में एक पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर में फैला होता है इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो वांछनीय हैं लेकिन अभी हम इसे मान लेंगे कि इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम सभी पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर की अवधि के होते हैं और पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित होते हैं पूर्वनिर्धारित अनुसूची का अनुसरण करते हैं

इस पाठ्यक्रम के आधार पर कॉन्टेक्स्ट और ओवरव्यू लिखा जाना चाहिए इसमें 500 से 1500 शब्द शामिल होने चाहिए वास्तव में जितना हो सके उतना लिखना अच्छा है इस पाठ्यक्रम के संदर्भ और अवलोकन के तत्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे पाठ्यक्रम से संबंधित श्रेणी उदाहरण के लिए एक पाठ्यक्रम मानविकी और सामाजिक विज्ञान बेसिक विज्ञान इंजीनियरिंग विज्ञान प्रोफेशनल कोर प्रोफेशनल इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव से हो सकता है या 7 श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हों सकता हैं जिस सेमेस्टर में इसकी पूर्वापेक्षाएँ दी जाती हैं और जिन पाठ्यक्रमों के लिए यह एक शर्त है उदाहरण के लिए चौथे सेमेस्टर में एक कोर्स ए की पेशकश की जाती है इसमें निम्नलिखित पूर्वापेक्षाएँ होती हैं जब तक कि छात्र पूर्वापेक्षा पाठ्यक्रम नहीं लेते वे इसे कोर्स ए भी नहीं समझ सकते हैं यहां तक कि अगर उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो वे तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि उन्हें पूर्वापेक्षित ज्ञान न हो कई बार यह पाठ्यक्रम ए किसी अन्य पाठ्यक्रम बी के लिए पूर्वापेक्षा है मान लें कि चौथे सेमेस्टर का पाठ्यक्रम ५वें सेमेस्टर के पाठ्यक्रम या ६वें सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के लिए पूर्वापेक्षित हो सकता है उस क्रम को समझ कर स्पष्ट पॉइंट्स लिखा जाना चाहिए जिसे पाठ्यक्रम के संदर्भ को समझाने के लिए आवश्यकता है पाठ्यक्रम का व्यापक उद्देश्य और कार्यक्रम के लिए इसकी प्रासंगिकता को 2 या 3 वाक्यों में लिखें मैं यह क्यों सीख रहा हूँ या ऐसा क्या है जो मैं सीख रहा हूँ क्या मैं पाठ्यक्रम को १ या २ वाक्यों में व्यक्त कर सकता हूँ यह इस कार्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए इसे इस कार्यक्रम का हिस्सा क्यों बनाया गया यह शायद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स है मैं इस ब्रांच में यह कोर्स क्यों सीख रहा हूं तो किसी को आम तौर पर समझाना होगा और पाठ्यक्रम डिजाइनरों को यह समझाना चाहिए कि या प्रशिक्षक या शिक्षक जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता के बारे में अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं मोटे तौर पर यदि आप विचार करें कि मैं यह क्यों सीख रहा हूँ कार्यक्रम छोड़ने के बाद जब मैं अपनी डिग्री प्राप्त करता हूं डिग्री प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है क्या यह वास्तव में उस पेशे के लिए उपयोगी है जिसमें मेरे शामिल होने की संभावना है पेशे के लिए पाठ्यक्रम का महत्व शिक्षक के शब्दों में एक पैराग्राफ में समझाया जाना चाहिए जहां वास्तव में इस ज्ञान का उपयोग किए जाने की संभावना है जितना अधिक छात्र पेशे के लिए इसके महत्व के बारे में आश्वस्त होता है उतना ही अधिक प्रेरित होने की संभावना होती है इसे समझाने से पाठ्यक्रम में छात्र का ध्यान आकर्षित होगा इस पाठ्यक्रम को डिजाइन करने में मैं क्या धारणाएँ बना रहा हूँ जैसे वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं महत्वपूर्ण मानता हूं या इसके अनुप्रयोग मुझे विस्तार से समझाना चाहिए इन सभी 5 तत्वों को 500 से 1500 शब्दों तक के कई पैराग्राफों में विस्तृत किया जाना चाहिए यदि इस पर विचार किया जाए तो पाठ्यक्रम के संदर्भ और अवलोकन को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है इसमें टॉपिक्स की सूची देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पाठ्यक्रम के संदर्भ और अवलोकन का हिस्सा नहीं है जब छात्र पाठ्यक्रम के संदर्भ और अवलोकन को पढ़ता है तो वह पूर्णतया ये समझ पाता है कि वह यह पाठ्यक्रम क्यों कर रहा है और यह उसके पेशे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है एक चीज जो हम करने जा रहे हैं वह है कॉन्सेप्ट मैप बनाना इससे पहले हमें उन ज्ञान की श्रेणियां को स्पष्ट करना होगा जिन्हें हमने पहले ही मॉड्यूल 1 में पहचाना है सामान्य श्रेणियां तथ्यात्मक वैचारिक प्रक्रियात्मक और मेटाकोग्निटिव हैं इंजीनियरिंग ज्ञान की विंसेंटी श्रेणियां मौलिक डिजाइन सिद्धांत मानदंड और विनिर्देश व्यावहारिक बाधाएं डिजाइन उपकरण इनमें से किसी भी ज्ञान श्रेणी के संबंध मे एक पाठ्यक्रम को देखा जा सकता है उदाहरण के लिए मैं इसे तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देख सकता हूँ मैं कौन से तथ्य सीखने जा रहा हूं मैं अपने पाठ्यक्रम को उन तथ्यों के संदर्भ में व्यवस्थित करता हूं जिन्हें मैं लेने जा रहा हूं लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है एक पाठ्यक्रम को वैचारिक ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान या वैचारिक और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संयोजन के अनुसार आयोजित किया जा सकता है सिद्धांत रूप में यह 3 में से किसी भी एक के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है अवधारणा मानचित्र वस्तुत वैचारिक ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए एक ग्राफिकल टूल है इसका मतलब है कि हम उन सभी अवधारणाओं की पहचान करते हैं जिन्हें हम पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हुए कुछ पदानुक्रमित तरीके से व्यवस्थित करें और इसे रेखांकन के रूप में प्रस्तुत करें इसे 25 साल पहले IHMC फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया है आप इस संबंध कोई भी जानकारी उस वेबसाइट पर जा कर प्राप्त कर सकते है यह अभी भी लोकप्रिय है यह अभी भी लगातार विकसित हो रहा है इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं और हम केवल हमारे लिए प्रासंगिक कुछ विशेषताओं को देखेंगे अवधारणा मानचित्र में अवधारणाएं शामिल हैं कनेक्टिंग लाइन लिंकिंग बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स द्वारा दर्शाए गए कॉन्सेप्ट्स के बीच संबंध हम सिर्फ एक लाइन से कनेक्ट होते हैं फिर 2 कॉन्सेप्ट्स के बीच संबंध को निर्दिष्ट करते हुए एक लिंकिंग वाक्यांश लिखें अवधारणा मानचित्र में केवल 3 तत्व हैं हम वर्तमान में उदाहरण देखेंगे

हम अवधारणा मानचित्र को कैसे व्यवस्थित करते हैं मानचित्र के शीर्ष पर सबसे समावेशी या सबसे सामान्य अवधारणाओं को रखा गया है और नीचे पदानुक्रम में अधिक विशिष्ट कम सामान्य अवधारणाएं होती हैं तो एक अवधारणा मानचित्र में कई परतें हो सकती हैं लेकिन यदि आपके पास बहुत अधिक परतें हैं तो यह थोड़ा जटिल हो सकता है हम पाएंगे कि कुछ सरल कलाकृतियाँ हैं जिनका उपयोग हम इसे बहुत ही सुंदर और उपयोगी बना सकते हैं विशेष डोमेन ज्ञान के लिए हाइररिकल संरचना उस संदर्भ पर निर्भर करती है जिसमें उस ज्ञान को लागू या माना जा रहा है इसमें सार्वभौमिकता जैसा कुछ भी नहीं है सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है और उस अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए क्या आवश्यक है यह भी संदर्भ पर निर्भर करता है सामान्यतया ऐसा प्रश्न लिखना अच्छा होता है जिसका उत्तर हम पाठ्यक्रम में खोज रहे हैं हम एक उदाहरण से देखेंगे मैं डिजिटल सिस्टम पर एक कोर्स पढ़ा रहा हूं मैं किस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं मैं कुछ खास तरह के डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे यह समझने की जरूरत है कि इसे कैसे डिजाइन किया जाए किस तरह के डिजिटल सिस्टम मैं यह कहकर स्पष्ट करूंगा कि मैं कॉम्बिनेशन और सीक्वेंशियल सर्किट दोनों को डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं इत्यादि एक प्रश्न या जिसे हम आम तौर पर पाठ्यक्रम के व्यापक उद्देश्य के रूप में लिखते हैं उसे प्रस्तुत करके मैं अवधारणा मानचित्र तैयार कर सकता हूं इंटरनेट पर बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है कोई भी इसे पढ़ सकता है और अवधारणा मानचित्र को समझ सकता है मेरी राय में अवधारणा मानचित्र पाठ्यक्रम बनाने के लिए एक महान उपकरण है अवधारणा मानचित्रों का उपयोग विचार मंथन जैसे विचारों को उत्पन्न करने के लिए जटिल संरचनाओं लंबे परीक्षणों हाइपरमीडिया बड़ी वेबसाइटों को डिजाइन करने के लिए जटिल विचारों को संप्रेषित करने के लिए नए और पुराने ज्ञान को स्पष्ट रूप से एकीकृत करके सीखने में सहायता करने के लिए और समझ का आकलन करने या गलतफहमी का निदान करने के लिए किया जा सकता है वास्तव में छात्रों को एक अवधारणा मानचित्र बनाकर यह बताया जा सकता है कि व्यक्ति की गलतफहमियां क्या हैं अवधारणा मानचित्र पाठ्यक्रम के तत्वों को व्यवस्थित करने का एक उपकरण है अन्य प्रकार के मानचित्र हैं दिमागी मानचित्र विषय मानचित्र आदि हैं माइंड मैप कॉन्सेप्ट मैप की तुलना में कम संरचित है और इसके अपने उपयोग हैं हम कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट मैप थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित है जैसा कि यह संरचित है इसकी अपनी सीमाएँ हैं विषय मानचित्र अधिक संरचित होते हैं हम विषय के नक्शे और दिमाग के नक्शे के बारे में चिंता नहीं करेंगे और मुख्य रूप से यहां अवधारणा मानचित्र देखेंगे एक अवधारणा मानचित्र में दो अवधारणाएं एक लिंक से जुड़ी होती हैं और उस लिंक स्टेटमेंट के साथ एक प्रस्ताव भी जुड़ा होता है कुछ नमूना प्रस्ताव जिनका हम उपयोग कर सकते हैं उनमें प्रतिनिधित्व करना दिखाना शामिल करना और भिन्न होना है ये वास्तव में वे एक्शन verbs नहीं हैं जिनके बारे में हमने मॉड्यूल 1 या COs लिखने के संबंध में बात की थी ये सिर्फ प्रस्ताव हैं जो दो अवधारणाओं को जोड़ सकते हैं उदाहरणों को देखकर हम स्पष्ट समझ पाएंगे यह देखने में शायद इतना स्पष्ट न हो इसलिए लिख कर समझेंगे तो आपको इसे विस्तार से देखने का मौका मिलेगा उदाहरण के लिए यह सिस्टम सॉफ्टवेयर पर एक कोर्स है उस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखा है वह एक अवधारणा या अवधारणाओं की सूची है आप बॉक्स के अंदर एक प्रक्रिया नहीं डाल सकते हैं और यह एक गलती है जो तब हो सकती है जब आप पहली बार अवधारणा मानचित्रों के साथ काम कर रहे हों आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप बॉक्स के अंदर जो कुछ भी डालते हैं वह एक अवधारणा है यहां उच्चतम अवधारणा सिस्टम सॉफ्टवेयर है यहाँ हमारे पास एक प्रस्ताव है इसलिए जब मैं इसे पढ़ता हूं और यहां जो कुछ भी लिखा है वह समझ में आना चाहिए उदाहरण के लिए अवधारणा कहती है सिस्टम सॉफ़्टवेयर हार्डवेयर और एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के बीच एक इंटरफ़ेस है जब मैं नीचे जाता हूं हार्डवेयर और एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के बीच इंटरफ़ेस में असेंबलर लोडर लिंकर्स मैक्रो प्रोसेसर कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम और टेक्स्ट एडिटर होते हैं हमने लगभग 6 अवधारणाओं की एक सूची बनाई इन 6 को 6 अलग अलग बॉक्स के रूप में दिखाया जा सकता है लेकिन अगर मैं उन्हें 6 अलग अलग बक्सों में विस्तारित करना शुरू करता हूं तो नक्शा गड़बड़ और जटिल हो जाता है इसलिए मैं उन्हें एक ही बॉक्स में सूचीबद्ध करता हूं ताकि यह इंगित किया जा सके कि वे पदानुक्रम के समान स्तर पर हैं इस कॉन्सेप्ट मैप में 4 लेवल हैं प्रत्येक स्तर एक पंक्ति में स्थापित किया गया है जिस तरह से आप अवधारणा मानचित्र लिखना शुरू करते हैं अंत में आप इसे इस तरह की संरचना में ला सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में असेंबलर शामिल हैं और असेंबलरों में मशीन पर निर्भर विशेषताएं और मशीन स्वतंत्र विशेषताएं हैं असेंबलर सिंगल पास या मल्टी पास असेंबलर हो सकते हैं सिंगल पास और मल्टी पास दो अलग अलग अवधारणाएं हैं मशीन निर्भर विशेषताएं एक अवधारणा है और मशीन स्वतंत्र विशेषताएं एक और अवधारणा है तो इस तरह हम सभी अवधारणाओं को व्यवस्थित करते हैं उदाहरण के लिए जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के तत्वों में से एक है मैं इस पाठ्यक्रम में ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल नहीं कर रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम को एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है या कभी कभी कंपाइलर को भी एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया जाता है यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप वास्तव में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं या पाठ्यक्रम का दायरा क्या है और सभी संबंधित तत्वों को इस रूप में प्रस्तुत करना होगा इस अवधारणा मानचित्र की एक अन्य विशेषता यह है कि जब आप बाएं से दाएं जा रहे होते हैं तो कुछ अंतर्निहित या निहित अनुक्रम हो सकता है इसका मतलब है जब मैं पाठ्यक्रम की पेशकश कर रहा हूं तो पहले मैं इस भाग को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और फिर मैं असेंबलरों के पास आऊंगा मैं कितने लेक्चर लेता हूं ये बाद में आता है लेकिन उनका क्रम यही होगा ये तय है इस प्रकार आप अवधारणा मानचित्र तैयार करते हैं अवधारणा मानचित्र बनाते समय संतोषजनक अवधारणा मानचित्र बनाने के लिए 2 या 3 लोगों को एक साथ काम करने में कुछ घंटे या शायद कुछ दिन लगते हैं लेकिन एक बात हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि यह एक बहुत ही रोचक और संतोषजनक अभ्यास है अवधारणा मानचित्र बनाने की इस तरह की कार्यशाला से भी ये साबित हुआ

यह एक प्रोफेसर द्वारा बनाया गया नक्शा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहे थे इस विषय को देखने का सुंदर तरीका है इलेक्ट्रिक चार्ज मुख्य आइटम है और इलेक्ट्रिक चार्ज स्थिर चार्ज मूविंग चार्ज या त्वरित चार्ज हो सकते हैं और इसी तरह से संपूर्ण पाठ्यक्रम संरचना और व्यवस्थित होती है छात्र उन सभी विषयों के बीच संबंध को समझता है जो वह सीख रहा है उदाहरण के लिए हमने स्थैतिक आवेशों को देखा और फिर गतिमान आवेशों पर आते हैं विद्यार्थी यह बता सकता है कि कैसे गतिमान आवेशों के कुछ गुण स्थिर आवेशों से भिन्न होते हैं छात्र के लिए अपने ज्ञान को आंतरिक रूप से व्यवस्थित करने के लिए एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व बहुत सहायक होता है वह एक को दूसरे से बहुत प्रभावी ढंग से जोड़ सकेगा सीमैप टूल सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में बहुत आसान है इसे खूबसूरती से डिजाइन किया गया है और आपको अवधारणा मानचित्र बनाना शुरू करने में केवल 5 मिनट लगते हैं कार्यक्रम को कैसे संभालना है और कैसे लिखना है आदि के विवरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है यह सब ग्राफिक है 5 मिनट का परिचय केवल इतना ही आवश्यक है और आप सीमैप बनाना शुरू कर सकते हैं और टूल के बजाय विषय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं इसमें कई संपादन विशेषताएं हैं जो आपको एक अच्छा पदानुक्रमित Cmap बनाने में सक्षम बनाती हैं आप रंग डाल सकते हैं आप उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं आप बहुत सी चीजें डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि नक्शे की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे आप दी गई सामग्री और विषय के बारे में आपके दृष्टिकोण के आधार पर सीमैप तैयार किया जा सकता है उदाहरण के लिए 2 शिक्षकों को दी गई समान सामग्री से समान मानचित्रों के बजाय 2 थोड़ा भिन्न अवधारणा मानचित्र बन सकते हैं Cmap विषय के बारे में आपके दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है अपने पाठ्यक्रमों के सीमैप बनाने वाले संकाय को यह बहुत ही मनोरंजक और समृद्ध गतिविधि लगी यदि अवधारणा मानचित्र जटिल हो जाए और उसमें बहुत अधिक तत्व या बहुत अधिक परतें हैं तो आप इसे कई मानचित्रों में तोड़ सकते हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़ सकते हैं एक मैप को एक बॉक्स से लिंक करने पर डबल क्लिक करने पर सामने दूसरा मैप खुल जाएगा इस टूल में अद्भुत विशेषताएं हैं और यह फ्री डाउनलोड कर सकते है यह एक ओपन सोर्स टूल है और आप वेबसाइट पर जा सकते हैं या आप Cmap टूल सर्च कर डाउनलोड करें और काम करना शुरू करें फ़ाइल का आकार लगभग 100 एमबी है जिसे डाउनलोड होने में कुछ समय लगता है पाठ्यक्रम के परिणाम पाठ्यक्रम के परिणाम ये प्रस्तुत करते हैं कि पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों को क्या करने में सक्षम होना चाहिए हमने विस्तार से टेल के मॉड्यूल 1 इस के बारे मे बताया है इसलिए हम इस समय इस बारे में विस्तार से नहीं बता रहे हैं कि पाठ्यक्रम के परिणामों को कैसे लिखा जाए पाठ्यक्रम परिणाम विवरण में एक्शन verb ज्ञान की श्रेणियांवैकल्पिक शर्तें और मानदंड होने चाहिए वे एंडरसन ब्लूम विन्सेंटी टैक्सोनॉमी के ढांचे में लिखे गए हैं और प्रक्रियाओं को टेल के मॉड्यूल 1 में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है हम उम्मीद करते हैं कि जो कोई भी मॉड्यूल 2 का अध्ययन कर रहा है उसे मॉड्यूल 1 का ज्ञान है क्योंकि हम टैक्सोनॉमी के सभी पहलुओं को दोहराने नहीं जा रहे हैं

हमने यह भी कहा कि सीओ की संख्या ६ प्लस या माइनस २ होनी चाहिए क्रेडिट वाले पाठ्यक्रमों के लिए ३०० 310 और कभी कभी जब लैब को 301 एकीकृत किया जाता है और यदि क्रेडिट की संख्या कम या ज्यादा है तो आप उन परिणामों की संख्या को भी समायोजित कर सकते हैं जिन्हें आप लिखना चाहते हैं यह भी उल्लेख किया गया था कि पाठ्यक्रम के परिणाम को पीओ और पीएसओ के साथ संबोधित किया जाना चाहिए CO के संज्ञानात्मक स्तर से हमारा तात्पर्य प्रयुक्त क्रिया से जुड़े संज्ञानात्मक स्तर से है और हम निम्न संज्ञानात्मक स्तरों को शामिल नहीं करते हैं ज्ञान श्रेणियों के संबंध में भी 8 ज्ञान श्रेणियों में से 4 5 श्रेणियों को संबोधित किया जा सकता है सत्रों की संख्या में आपके पास कक्षा प्रयोगशाला ट्यूटोरियल क्षेत्र सत्रों की संख्या शामिल है हमने यह भी कहा है कई विश्वविद्यालय अपने कोर्स के सिलेबस को इकाइयों के रूप में प्रस्तुत करते हैं कुछ को लगता है कि सीओ की संख्या इकाइयों की संख्या के बराबर होनी चाहिए जैसा कि हमने टेल मॉड्यूल 1 में विस्तार से बताया है पाठ्यक्रम के इकाईकरण की कोई आवश्यकता नहीं है वह केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए हैं और इसका लेखन परिणामों पर कोई शैक्षणिक प्रभाव नहीं है इसका मतलब है एक परिणाम कई इकाइयों में जा सकता है या एक इकाई के कई परिणाम हो सकते हैं इकाइयों को परिणामों के साथ नहीं मिलाना चाहिए सीओ की संख्या सामग्री की प्रकृति और दायरे से तय की जानी चाहिए सीमैप्स और सीओ सीओ लिखने के लिए सीमैप्स बनाना कोई पूर्वापेक्षा नहीं है लेकिन Cmaps को आरेखित करने से पाठ्यक्रम की आपकी समझ में काफी सुविधा हो सकती है और अच्छे COs लिखने में मदद मिल सकती है यह विद्युत चुंबकत्व पाठ्यक्रम का एक नमूना COs है आप सीओ लिखते हैं और उन्हें पीओ और पीएसओ संबोधित संज्ञानात्मक स्तर ज्ञान श्रेणियां कक्षा सत्रों की संख्या और ट्यूटोरियल घंटों की संख्या के साथ टैग करते हैं इसी तरह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर पूरा कोर्स पेश करते हैं कृपया अपने पाठ्यक्रम का एक अवधारणा मानचित्र अपने एक सहयोगी के सहयोग से तैयार करें जैसा कि मैंने कहा था कि यह काफी मनोरंजक अभ्यास होगा अपने पाठ्यक्रम के सीओ को उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार टैगिंग के साथ दिए गए प्रारूप में लिखें यह अभ्यास पहले से ही मॉड्यूल 1 में दिया गया था यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो उन्हें यहां आगे बढ़ाया जा सकता है पाठ्यक्रम का परिणाम उस प्रकार की तालिका में लिखा जाना चाहिए जो हमने आपको दिया था यदि आप अपने परिणाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी और हम आपको धन्यवाद देंगे अगली इकाई में हम इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के संबंध में विश्लेषण चरण की शेष उप प्रक्रियाओं को देखेंगे 4 या 5 अन्य उप प्रक्रियाएं हैं हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो एक व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण चरण को पूरा करता है ध्यान देने के लिये धन्यवाद